ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन के मूल सिद्धांत क्या है के बारे में बात की थी अब हम चार प्रमुख एलिमेंट्स के लिए अन्य महत्वपूर्ण तत्व में होने के योग्य है और इसे इस प्रकार वर्णित किया गया है तो यह एब्स्ट्रेक्शन का उपयोग करते हैं फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आप और विवरण देखते हैं और पुनः जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आप आगे का विवरण देखते हैं यहां विभिन्न प्रकार के हैरारकिस से अवगत कराया जो जटिल प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं वर्ग संरचनाओंक्लास स्ट्रक्चर दिखाता है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट के रूप में खींचा जाता है अतः क्लासेज

लेकिन वाहन व्हीकल है हम हमेशा कह सकते हैं कि vehicle कम से कम तीन प्रकार के हो सकते हैं land vehicle जो भूमि पर परिवहन करते हैं water vehicle जो जल पर परिवहन करते हैं और air vehicle जो वायु के माध्यम से परिवहन करते हैं अन्य प्रकार के वाहन भी हो सकते हैं जैसे कि अंतरिक्ष के लिए जाने वाले वाहन वाहन जो एक से अधिक माध्यमों से जा सकते हैं और इसी तरह पर हम इस प्रकार की जटिलताओं में नहीं जाएंगे लेकिन जब हम यह कहते हैं तो यह एक कंसेप्ट हैरारकी तो यह सब क्लासेस है अब कृपया समझें कि सुपर क्लास और सब क्लास सापेक्ष धारणाएँ हैं तो land water या air vehicle के सापेक्ष vehicle एक सुपर क्लास है लेकिन अगर मैं विशेष रूप से पानी के वाहनों पर ध्यान केंद्रित करूँ तो फिर जहाज ships व नावेंboats इस जल वाहन water vehicle की सब क्लासेस हैं तो यह अब water vehicle सुपर क्लास बन गया हैं और ships वboats सब क्लासेस है तो हैरारकी के लिए सुपर क्लास शब्द का उपयोग करेंगे हम विशेष अधिक विशिष्ट वर्ग या अधिक विशिष्ट एब्स्ट्रेक्शन कर रहे हों जैसे आप car से land की ओर जाते हैं तो आप विशेष गुण खो रहे हैं वह car बहुत सीमित परिवहन है लोगों की सीमित संख्या या माल की सीमित मात्रा का परिवहन के लिए car जबकि bus आवश्यक रूप से बड़ी संख्या में लोगों के परिवहन के लिए है जैसा कि आप हैरारकी को बनाए रखते हैं कि vehicle वास्तव में परिवहन करता है तो यही होता रहेगाइसलिए जब हम दूसरे रास्ते पर जाते हैं तो हम सामान्यीकरणजनरलाइजेशन सकता हूं यह सामान्य रूप से vehicle की आवश्यकता नहीं हैलेकिन water vehicle को तैरने की आवश्यकता होगी मैं विभिन्न अन्य कारकों को जोड़ दूंगा जैसे कि मैं संभवतः बिजली की बहुत कम हानि के साथ जा सकता हूं क्योंकि पानी जमीन की तुलना में बहुत कम प्रतिरोधकता प्रदान करता है इसलिए मेरे पास अधिक से अधिक गुण यहां आ रहे हैं फिर जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो ship में वह सब कुछ होता है जो water vehicle करता है लेकिन इसके पास कुछ और भी है यह कहता है कि यह एक बड़ा water vehicle है जो आमतौर पर मोटर चालित है जबकि जब मैं boat के बारे में बात करता हूं तो मेरे पास आमतौर पर ऐसे water vehicle होंगे जो मैन्युअल रूप से संचालित होते हैं जिनके पास पतवारओर्सके साथ जाते हैं हम विभिन्न तरीकों को जोड़ और संशोधित कर सकते हैं वास्तव में ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां हमें किसी विधि मेथर्ड bird के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि crow एक bird है क्योंकि bird जो भी कर सकता है crow भी ऐसा कर सकता है crow कुछ और भी कर सकता है उदाहरण के लिए crow एक निश्चित तरीके से एक तरह की आवाज पैदा कर सकता है मेरे पास eagle हो सकता है वह भी एक bird है यह भी कुछ भी कर सकता है जो bird कर सकता है लेकिन यह कुछ और भी कर सकता है यह वास्तव में बहुत अधिक ऊंचाइयों तक जा सकता है लेकिन आइए अब हम शुतुरमुर्ग ऑस्टरिच बदल सकती हैं लेकिन यह सुपरक्लास में सभी मेथर्ड्स मे स्पेशलाइज करने के लिए केवल नई प्रॉपर्टीज जोड़ना शामिल नहीं है इतना ही नहीं हो सकता है कि मेथर्ड एक परत से दूसरी परत तक पहुंच सके हम देख सकते हैं कि एक बार एब्स्ट्रेक्शन है अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास vehicle है यह परिवहन कर सकता है और फिर मेरे पास land vehicle है तो मेरे पास car है अब अगर मैंने एब्स्ट्रेक्शन है land vehicle को कुछ भौतिक नियमों का उपयोग करके परिवहन करना पड़ता है सभी वाहन कुछ भौतिक नियमों का उपयोग करके परिवहन करते हैंland vehicle घर्षण या बिना घर्षण व गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हैंऔर इसी प्रकार water vehicle बॉयनस्की द्वारा अलग अलग तरीकों से नियंत्रित किया जाता है विशेष रूप सेऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में गहराई से चर्चा नहीं करने जा रहे हैं लेकिन यह समझना अच्छा होगा कि दृश्यताविजिबिलिटी का उपयोग करने में सक्षम होंगे दूसरा मूल रूप एनकैप्सुलेशन के उजागर भाग को प्रदान करना है उस इंटरफेस को करने के लिए जिसे आप प्रदान करना चाहते थे जो एक सार्वजनिक भाग है public द्वारा पब्लिक विजिबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं जिससे उसे कोई भी या सभी देख पाए ये 2 आपकी हैरारकी प्रस्तुत करते हैं जहाँ आप कहते हैं कि आपके विभिन्न इंप्लीमेंटेशन का हिस्सा नहीं बनते हैं वे structure के कार्यान्वयनइंप्लीमेंटेशन एक भाग के रूप में चर्चा के लिए शामिल किया आपको एक झलक देने के लिए ऐसा नहीं है कि संपूर्ण रूपावाली की सभी चीजें बिल्कुल एक साथ निर्बाधता से फिट हो जाए कुछ अवधारणाएँ जिन्हें हमें हैरारकी रख सकेंगी हम UML के बारे में बात करते समय देखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट मॉडल के इन सभी विभिन्न तत्वों का UML लैंग्वेज टर्म को संदर्भित किया जाता है जहां एक सुपर क्लास होती है और एक विशेष सब क्लास होती है इसलिए हम कहेंगे यहाँ सिंगल इन्हेरिटेंस का उल्लेख करते हैं तो FruitGrowingPlan IS A GrowingPlan है तो ये सभी विशेषज्ञतास्पेशलाइजेशन कहते है

यह इन्हेरिटेंस सब क्लास है एक अलग अवधारणा एकाधिक वंशानुक्रम मल्टीपल इन्हेरिटेंस कला जीवन की एक नियमित वास्तविकता है मल्टीपल इन्हेरिटेंस क्यों है क्योंकि छात्र अध्ययन करते हैं हमारे पास शिक्षक हैं शिक्षकों की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं उन्हें भी अध्ययन करना चाहिए लेकिन शिक्षक की विशिष्ट विशेषता है कि उसे शिक्षण करना है TA को शिक्षण करना है क्योंकि वह एक शिक्षण सहायक है लेकिन एक शिक्षण सहायक होने के लिए आपको एक छात्र स्टूडेंट शामिल होती हैं तो यह मल्टीपल इन्हेरिटेंस को जोड़ने संशोधित करने और छिपाने के की शक्ति की भी आवश्यकता होगी उदाहरण के लिए TA कोड में सहायता कर सकता है TA असाइनमेंट का मूल्यांकन कर सकता है लेकिन TA अंतिम ग्रेड को नहीं दे सकता है जो Teacher कर सकते हैं इसलिए यदि मैं कहता हूं कि TA IS A Teacher जैसा कि मैं यहां कह रहा हूं तब TA छात्रों को ग्रेड देने में सक्षम होने के लिए मेथर्ड का एक मूल प्रसंग है मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक और अलग उदाहरण हैजिसे आप खुद से बना सकते हैं लेकिन मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगा कि मल्टीपल इन्हेरिटेंस में कैसे व्यवहार करना चाहिए तो मल्टीपल इन्हेरिटेंस से विशेषज्ञता रखते हैं जो कि हमने पहले ही Vehicle उदाहरण के मामले में देखा है हमने यहां एक और उदाहरण लिया है जो कि मैमल्सकहते हैं अब वास्तव में आपके पास नहीं होगा अक्सर आपके पास शुद्ध सिंगल इन्हेरिटेंस नहीं होगी आप आम तौर पर उनका एक मिश्रण होगा और इसलिए अक्सर आपके पास हाइब्रिड इन्हेरिटेंस है इसलिए हाइब्रिड विभिन्न प्रकार के इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर को मिला सकता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनर के लिए हैरारकीस जानते हैं तो आपके पास कोड के उपयोग का एक बड़ा अवसर है हमारे पास एक बढ़िया तरीका है कि किस तरह से मॉड्यूलराइस के बारे में बात की है अन्य प्रमुख तत्वों में से दो जो मॉड्युलैरिटी पहलू से संबंधित होता है ये दोनों मिलकर एब्स्ट्रेक्शन और इनकैप्सुलेशन के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की अच्छी डिज़ाइन बनाने में काफी उपयोगी साबित होंगे अब अगले मॉड्यूल में हम उन अल्प लघु एलिमेंट्स को देखेंगे जो आवश्यक नहीं हैं लेकिन सिस्टम की वास्तविक कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी एलिमेंट होते हैं इन्हें हम मॉड्यूल 10 में देखेंगे